नमस्कार सुरक्षित सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस प्रदर्शन का स्वागत है पिछले प्रदर्शन में हमने जो देखा वह यह था कि हमने संचार के लिए 2 प्रक्रियाओं के बीच साझा कैश मेमोरी का उपयोग किया था हमने दिखाया था कि एक प्रेषक और एक रिसीवर वास्तव में साझा कैश मेमोरी के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं अनिवार्य रूप से मेमोरी लोकेशन को निर्दिष्ट करने के लिए लोड इंस्टॉल ऑपरेशन कैश मेमोरी में संघर्ष का कारण बन सकता है जिसके परिणामस्वरूप निष्पादन समय में बदलाव होता है निष्पादन समय में इस भिन्नता का उपयोग वास्तव में एक प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया में जानकारी स्थानांतरित करने के लिए किया गया था इस वीडियो में हम इसे एक कदम आगे ले जाएंगे हम दिखाएंगे कि क्रिप्टोग्राफिक साइफर्स को तोड़ने के लिए कैश मेमोरी का भी उपयोग कैसे किया जा सकता है हम एईएस जैसे एक साइफर पर प्रदर्शित करेंगे कि कैसे साइफर से गुप्त कुंजी के कुछ बिट्स बरामद किए जा सकते हैं जो एक हमले के लिए यह संभावना बना रहा है इसलिए हमले से पहले हम वास्तव में एईएस पर एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे कि वास्तव में क्या होता है इसलिए परिचय इस विशिष्ट हमले को समझने के लिए पर्याप्त है इसलिए एईएस जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक सममित कुंजी साइफर है जो लोकप्रिय सममित कुंजी साइफर में से एक है और इसे विभिन्न अनुप्रयोगों की किस्मों में लागू किया जाता है एईएस वास्तव में कुछ ऐसा दिखता है एक ब्लॉक आरेख के रूप में एक ब्लॉक के रूप में यह एक इनपुट लेता है जो एक प्लेन टेक्स्ट है और यह आपको एक साइफर टेक्स्ट देता है अब प्लेन टेक्स्ट अनिवार्य रूप से इस एईएस ऑपरेशन द्वारा संचालित होता है इसमें एक गुप्त कुंजी भी शामिल होती है और इसलिए साइफर टेक्स्ट जो एईएस के आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है इस प्लेन टेक्स्ट का एक फ़ंक्शन यहां है और गुप्त कुंजी है अब जैसा कि हमने अन्य वीडियो लेक्चर में देखा है कि एक हमलावर वास्तव में एक इसी साइफर टेक्स्ट के साथ प्लेन टेक्स्ट को जान सकता है और वह कार्यान्वयन को भी जान सकता है जो एईएस में उपयोग किया जाता है गुप्त रखा गया है यह कुंजी है अब एक विशिष्ट एईएस एल्गोरिथ्म में 128 बिट्स का एक प्रमुख साइफर है जिसका अर्थ है कि 2 128 संभावित संभावित कुंजी हैं इस तरह के एक मजबूत साइफर को तोड़ने के लिए कंप्यूटिंग शक्ति के कई सदियों की आवश्यकता होगी कंप्यूटिंग शक्ति की मात्रा है जो इन दिनों वास्तव में इस तरह के एक साइफर को तोड़ने के लिए उपलब्ध है अब जो लोग दिखाते हैं वह यह है कि यदि कोई हमलावर वास्तव में प्लेन टेक्स्ट का चयन करने में सक्षम है या एईएस द्वारा एन्क्रिप्ट किए जा रहे प्लेन टेक्स्ट की निगरानी कर सकता है और एईएस के निष्पादन समय की निगरानी भी कर सकता है तो 2 128 की इस विशाल गति को काफी कम किया जा सकता है हमलावर यह एईएस कार्यान्वयन का समय व्यवहार का लाभ उठाएगा अब यह समझने के लिए कि हमें एईएस कार्यान्वयन पर एक नज़र डालनी होगी और एईएस एल्गोरिथ्म के बारे में थोड़ा और विस्तार से देखना होगा इसलिए सभी प्लेन टेक्स्ट में से एक जो कि 128 बिट्स का भी है 16 बाइट्स P0 से P15 में विभाजित हो जाता है एक बार ये बाइट्स साइफर में चले जाते हैं या कार्यान्वयन के दौरान इन बाइट्स को गुप्त कुंजी के 16 बाइट्स के साथ XOR मिल जाता है तो हम यहाँ पर K15 को पसंद करेंगे जो गुप्त कुंजी की 15 वीं बाइट है और इसी तरह हमारे पास K1 K0 और इसी तरह है अब साइफर में अगला ऑपरेशन एक लुकअप टेबल है इस कार्यान्वयन में अगले ऑपरेशन में एक विशेष लुकअप टेबल के लिए मेमोरी एक्सेस है इस लुकअप टेबल को टी टेबल के रूप में जाना जाता है और अनिवार्य रूप से 256 तत्वों के इंटीजर अरे के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें 1024 बाइट्स का आकार होगा इसलिए हमारे पास इस तरह से यहां एक टेबल है यह उन सभी के बारे में है जिन्हें इस कैश टाइमिंग अटैक को समझने की आवश्यकता है यह विशिष्ट कार्यान्वयन जिसे हम इस प्रदर्शन में उपयोग करेंगे वास्तव में इन 5 टेबलों में से 5 T टेबल T0 से T4 तक का उपयोग करता है जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो ये 4 टेबल हैं T0 से T3 तक पहुंचने के लिए पहली एक्सेस टेबल इस प्रकार है इसलिए हमारे पास 16 बाइट्स P0 से P15 और 16 बाइट्स की कुंजी हैं जो संबंधित प्लेन टेक्स्ट के साथ XOR होते हैं और फिर एक्सेस टेबल हैं जो हैं इस प्रकार किया गया इसलिए हमारे पास T0 है जो P0 के साथ XOR KO के साथ XOR हो जाता है तो हमारे पास T1 है जो K1 के साथ P1 XOR है इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास यह XOR ऑपरेशन हैं जो हमने आरेख में दिखाए हैं और फिर इस XOR के परिणाम पर आधारित इस तालिका में P0 XOR K0 द्वारा निर्दिष्ट सूचकांक में एक खोज है इसी तरह टेबल T2 है जिस पर स्थान P2 XOR K2 और T3 दिखता है जिसे स्थान P3 XOR K3 पर एक्सेस किया जाता है अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि प्लेन टेक्स्ट P4 से P7 तक तालिकाओं के लिए अगले 4 एक्सेस हैं इसलिए इन्हें K4 के साथ T0 P4 XOR स्थानों पर किया जाता है T1 K5 के साथ P5 XOR एक्सेस करता है T2 ने P6 XOR K6 को एक्सेस किया इत्यादि तो आइए हम इन तालिकाओं को कैश के दृष्टिकोण से देखते हैं इसलिए शुरू में हमें इस T0 तालिका अभिगम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो ये 2 तालिका अभिगम हैं तो शुरू में हमारे पास यह प्रोसेसर है और जैसा कि हम जानते हैं कि कैश मेमोरी है जो हाल ही में उपयोग किए गए कुछ डेटा को कैश करती है हमारे पास डेटा की बड़ी कम कैश मेमोरी होती है तो यह कैश मेमोरी है इसलिए ये टेबल T0 से T3 डीआरएएम में उपलब्ध निष्पादन की शुरुआत में हैं इसलिए अब इस तालिका के स्थानों P0 XOR K0 और P4 XOR K4 पर विचार करें इसलिए इस पर आधारित पहली पहुंच के दौरान सूचकांक T0 XOR K0 इस तालिका का कुछ हिस्सा कैश मेमोरी में लोड किया गया है अब इंडेक्स P4 XOR K4 में एक ही टेबल पर दूसरी एक्सेस के दौरान 2 चीजें हो सकती हैं तो आप एक कैश हिट प्राप्त कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि यह सूचकांक T4 XOR K4 आसपास के क्षेत्र में है या सूचकांक P0 XOR K0 के लिए बंद है ऐसे में प्रोसेसर वास्तव में तालिका के उन हिस्सों के अनुरूप प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करेगा इसलिए वास्तव में उस DRAM या निचले स्तर की कैश मेमोरी जैसी कम मेमोरी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी तो हम जो कह रहे हैं वह यह है कि यदि हम इसे अधिक गणितीय अर्थ में लिखना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि यदि P0 XOR K0 P4 XOR K4 के बराबर है तो हमें दूसरी तरफ कैश हिट स्टॉप मिलता है यदि P0 XOR K0 P4 XOR K4 के बराबर नहीं है तो हमें कैश मिस मिलता है इसलिए ध्यान दें कि हमने लगभग शब्द का उपयोग किया है और इसे इस अनुमानित संकेत के कारण दिया है कि P0 XOR K0 P4 XOR K4 के समान कैश लाइन में गिर सकता है जिस स्थिति में वास्तव में कैश हिट हो सकता है इस प्रकार 2 ऑपरेशन P4 XOR K4 का परिणाम या तो कैश हिट या कैश मिस हो सकता है इसलिए हमारे पास इस विशेष लुकअप में या तो कैश हिट है या कैश मिस है अब हम मानते हैं कि कैश हिट है और सादगी के लिए इस सन्निकटन को एक समानता के साथ बदलने देता है इस प्रकार हमारे पास P0 XOR K0P4 XOR K4 के बराबर है अब अगर हम सिर्फ उन शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं जो हमारे पास हैं जैसे कि P0 XOR 4 है K0 XOR K4 के बराबर होगी अब अगर हमलावर वास्तव में प्लेन टेक्स्ट बाइट्स P0 और P4 को जानता है तो यह इंगित करेगा कि वह कुंजी बिट्स K0 XOR K4 को जानता है इसका मतलब यह है कि हमलावर ने गुप्त कुंजी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है यदि आप इसे दूसरे तरीके से देखते हैं तो K0 हम जानते हैं कि यह एक बाइट है इसलिए इसमें 0 से 255 तक 256 संभावित मान हैं और K4 एक अन्य स्वतंत्र बाइट है जिसमें 0 से 255 संभावित मान है तो वास्तव में इस कार्यान्वयन को चलाने के बिना अगर हमलावर को K0 और K4 के मूल्यों का अनुमान लगाना है तो 512 अलग अलग विकल्प हैं दूसरी ओर यदि हमलावर कार्यान्वयन चलाता है और निष्पादन समय को मापता है और कैश हिट और कैश मिस की पहचान करता है तो कार्यान्वयन को चलाने के बिना अनिश्चितता 512 से घटकर 256 से कम हो जाती है यदि हमलावर को K0 और K4 के बारे में अनुमान लगाना है तो आप वहां देखते हैं क्या K0 के लिए 2 16 संभावनाएं 2 8 और K4 के लिए एक और 2 8 हैं तो एक साथ 2 16 संभावनाएं होंगी दूसरी तरफ अगर हमलावर वास्तव में इस कार्यान्वयन को चलाता है और कैश हिट और कैश मिस के बीच अंतर करने में सक्षम है या कह सकते हैं कि जो समय चैनल मौजूद हैं यह 2 16 से घटकर 2 8 हो जाता है अनिवार्य रूप से जो आवश्यक होगा वह यह है कि हमलावर K0 के मान का अनुमान लगाता है और फिर उस विशेष अनुमान के लिए वह इस विशेष समीकरण को दिए गए K4 के मान की गणना कर सकता है इसलिए यह अनिवार्य रूप से इस हमले का विचार है अब यह अटैक Intel Core 2 Duo जैसे पुराने सिस्टम के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता है लेकिन i7 जैसे आधुनिक सिस्टम के साथ हम यहां i3 और i5 प्रोसेसर भी ले रहे हैं हमले बहुत सफल नहीं हैं फिर भी यह अभी भी कुंजी के बारे में अनिश्चितता को कम करने के लिए 128 बिट से कुछ बहुत कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए अब जो हम देखेंगे वह वास्तविक कोड और हमले का प्रदर्शन है यह कोड उस वर्चुअल मशीन पर काम नहीं कर सकता है जो आपको पाठ्यक्रम के साथ दी गई थी और आप इसे अपने Ubuntu मशीनों पर चलाने के लिए इस कार्यक्रम को थोड़ा मोड़ सकते हैं इसलिए हम इस पूरे कोड को आपके साथ साझा करेंगे इस कोड में attackc शामिल है जो अनिवार्य रूप से हमला है और एक पुस्तकालय भी मौजूद है जिसमें AES कार्यान्वयन शामिल है इसलिए हम वास्तव में इस AES कार्यान्वयन पर एक नज़र डालेंगे तो यह एईएस कोड ओपन एसएसएल की तर्ज पर बनाया गया है ओपन एसएसएल की अपनी कुछ सीमाएं है और ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि टेबल T0 से T4 है इसलिए उन्हें यहां निम्नानुसार परिभाषित किया गया है इसलिए इनमें से प्रत्येक टेबल 32 बिट्स की है और कुल 256 प्रविष्टियाँ हैं इस विशेष तालिका में 1024 तत्व हैं इस तालिका के समान ही हमारे पास दूसरे तालिका Te1 है जो कि 1024 बाइट्स Te2 और Te3 का भी है Te4 भी मौजूद है लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करेंगे और अन्य टेबल I जो मैं डिक्रिप्शन के लिए उपयोग करता हूं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है आइए हम सीधे इस एईएस एन्क्रिप्शन एल्गोरिथ्म पर जाएं इसलिए यह एल्गोरिथ्म क्या है एक इनपुट है जो प्लेन टेक्स्ट है यह एईएस कुंजी लेता है यह विस्तारित कुंजी के लिए एक संरचित है और यह एन्क्रिप्शन करता है और इस विशेष आउटपुट के माध्यम से साइफर टेक्स्ट का उपयोग करता है एईएस के संचालन के कई अलग अलग दौर हैं लेकिन जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वह केवल इन कार्यों का सेट है ये 4 लाइनें अनिवार्य रूप से इस एईएस कुंजी में मौजूद गुप्त कुंजी को XOR करेगी और एक पॉइंटर इनपुट के साथ यहां प्राप्त किया जाता है इसलिए यहां 16 बाइट के इनपुट हैं और इसके साथ गोल चाबियां XORed हैं 1 दौर के ऑपरेशन के दौरान जैसा कि हमने उल्लेख किया था कि कई टेबल लुकअप हैं इसलिए वास्तव में इन 4 टेबलों में से प्रत्येक में T0 T1 T2 और T3 में से प्रत्येक में 4 लुकअप होंगे इसलिए परिणाम को XOR किया गया हैं और फिर साइफर के अन्य दौरों पर पारित किए गए हैं इसलिए इस कैश टाइमिंग हमले के परिप्रेक्ष्य से साइफर का शेष भाग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हम केवल एक मेक रन करके इस विशेष AES कार्यान्वयन को बनाएंगे इसलिए यह एक ऑब्जेक्ट फ़ाइल AES 1024o बनाएगा जिसे हम तब अपने हमले में शामिल करते हैं इसलिए हम अब यहां पर हमला कोड पर जाएंगे और हम सीधे अटैक फंक्शन में कूदेंगे और जो हम देखेंगे वह निम्नलिखित है तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ यादृच्छिक प्लेन टेक्स्ट का चयन करते हैं यह प्लेन टेक्स्ट pt विश्व स्तर पर 16 बाइट्स के एक अरे के रूप में परिभाषित किया गया है हम बेतरतीब ढंग से उस पर कुछ चीजों का चयन करते हैं और कुछ बाइट्स के लिए प्लेन टेक्स्ट 0 1 2 और 3 को हम 0 के बराबर होने के लिए उच्चतर निबल बनाते हैं फिर हम इस फ़ंक्शन को क्लीनकैश कहते हैं और फिर हम इस AES encrypt का आह्वान करते हैं अब एईएस एन्क्रिप्शन के दौरान क्या होता है कि यह सादा पाठ है जिसे एक पैरामीटर के रूप में लिया गया है और एक विस्तारित कुंजी है जो उपलब्ध भी है और अंत में यह एईएस एन्क्रिप्शन को ट्रिगर करेगा और साइफर टेक्स्ट प्राप्त होता है इन टाइम स्टैंप के साथ साथ यहां भी वास्तव में इस एईएस के निष्पादन के लिए समय का उपयोग किया जाता है इसलिए आप पिछले वीडियो को संदर्भित कर सकते हैं कि इन टाइमस्टैम्पों को कैसे देखा जाए और वे समय कैसे प्राप्त करें हमारे लिए और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम इन समय का मूल्यांकन करें और एक समान आवृत्ति वितरण का उपयोग करें और सांख्यिकीय तकनीकों को पहले समय रिकॉर्ड करने और फिर बाद में बिंदु पर गुप्त कुंजी निर्धारित करने के लिए किया गया है हम इस विशेष कार्यक्रम के बारे में अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे और यह वास्तव में काफी दिलचस्प है और आप इसे और अधिक विस्तार से देख सकते हैं और इस विशेष कार्यक्रम को चलाने की कोशिश कर सकते हैं इस कार्यक्रम को संकलित करने के लिए हम एक make कमांड चलाते हैं और एक आउटपुट प्राप्त करते हैं जिसे हमले के रूप में जाना जाता है विचार यह है कि हम इस हमले को चलाते हैं और इस सुरक्षा कुंजी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो गुप्त कुंजी इस विशेष फ़ाइल में मौजूद है जिसे कुंजी कहा जाता है यह फ़ाइल वास्तव में एईएस कोड द्वारा पढ़ी जाती है और इसका उपयोग एन्क्रिप्शन के दौरान किया जाता है इस गुप्त कुंजी से जितना संभव हो सके उतने बाइट प्राप्त करने का विचार है पहला ध्यान दें कि यहां पर 16 बाइट्स हैं और इसलिए हम 128 बिट्स का एक महत्वपूर्ण कुंजी प्राप्त करेंगे आशा है कि जब हम इस हमले को चलाएंगे महत्वपूर्ण स्तर तक कुंजी के बारे में इस अनिश्चितता को कम करने में सक्षम होगा तो हम चलाने के लिए सिर्फ अटैक को चलाते हैं और जो प्रिंट होता हैं वे यहां से संभावित कुंजी बाइट्स हैं जो 4 वें से 15 वें कुंजी बाइट्स हैं कोष्ठक के भीतर मुद्रित मूल्य वे हैं जो हमले के कार्यक्रम ने चौथे कुंजी की पहचान की है जो उदाहरण के लिए 64 है हमला कार्यक्रम ने 6 की पहचान की है जो मूल रूप से कुंजी के मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स की पहचान करने में सक्षम है अब यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति मापी गई संख्या को बताती है इसलिए उदाहरण के लिए यह हेक्साडेसिमल नोटेशन में है उदाहरण के लिए यह विशेष पंक्ति 1024 पुनरावृत्ति के बाद हमले के परिणाम हैं जो एईएस के निष्पादन समय के 1024 माप हैं और जो हम देखते हैं वह यह है कि अगली राशि दोगुनी है जो कि लगभग 2048 पुनरावृत्तियों और इतने पर है इसलिए जैसे ही हम समय माप की संख्या बढ़ाते हैं कि हमले में पुनरावृत्तियां वास्तव में बढ़ जाती हैं हम देखते हैं कि परिणाम अधिक से अधिक सही हो जाता है तो यह विशेष कोड 2 24 तक जाने का कार्यक्रम है और ये उन पुनरावृत्तियों के बाद परिणाम हैं इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास यह सक्षम है जो कि हमले से सही भविष्यवाणी की गई है और जो हमला भी प्राप्त होता है वह 6 होता है लेकिन अगली बाइट जो 50 है हमला 7 प्राप्त किया है जो कि गलत है तो इस विशेष तरीके से हम हमले की शुद्धता का पता लगा सकते हैं इसलिए हम समय की कमी के कारण इस हमले को रोक सकते हैं और वास्तव में प्राप्त किए गए बाइट्स की संख्या को देखते हैं और वास्तव में सही ढंग से प्राप्त किए गए बाइट्स की संख्या की गणना करते हैं इसलिए यहाँ उदाहरण के लिए इस बाइट्स को सही ढंग से प्राप्त किया गया है क्योंकि यह 6 है इसलिए इस बाइट्स को पूरी तरह से पाया गया है तो हम क्या पाते हैं अगर हम इन 16 बाइट्स के सबसे महत्वपूर्ण लेबल की तुलना करते हैं और यहां के ब्रेसिज़ के भीतर परिणामों के साथ उनकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हमले ने 4 निबल्स की सही पहचान की है कि ये निबल्स यहां यहां यहां और अंत में यहां होते हैं तो आइए देखें कि हमें वास्तव में कुंजी के बारे में कितना पता है इसलिए टाइमिंग अटैक से पहले हमारे पास 128 बिट्स का एक महत्वपूर्ण कुंजी था जिसका अर्थ है कि कुंजी के बारे में हमारी अनिश्चितता के लिए आवश्यक रूप से 128 बिट्स हैं वास्तविक कुंजी 2 128 संभावनाओं में से एक है इसलिए टाइमिंग अटैक के बाद जो हमने किया है हमने पाया है कि 4 निबल हैं जो हमने सही भविष्यवाणी की हैं इसलिए यह ऐसा है जैसे हमने 4 निबल की पहचान की है जो गुप्त कुंजी के 16 बिट्स हैं इसलिए इस प्रकार कुंजी के बारे में अनिश्चितता 128 बिट्स से घटकर 128 बिट्स माइनस 8 हो जाती है तो इसका मतलब है कि गुप्त कुंजी के बारे में अनिश्चितता घटकर 112 बिट्स हो गई है इसलिए इस प्रकार हम देखते हैं कि हम कुंजी के बारे में अनिश्चितता को कम करने में सक्षम हैं यह प्रारंभिक हमलों में से एक है जो वास्तव में कैश मेमोरी के लिए प्रस्तावित था बहुत अधिक उन्नत हमले हैं जहां आप बहुत अधिक सटीकता के साथ गुप्त कुंजी प्राप्त कर सकते हैं हम इसे दर्शकों पर वास्तव में इस विशेष हमले की कोशिश करने के लिए छोड़ देते हैं और इस दिशा में अत्याधुनिक हमलों को भी पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम गुप्त कुंजी के बारे में गुप्तता या अनिश्चितता को कम कर सकते हैं धन्यवाद